इसलिए कई बार जब हम रिव्यूज देखते हैं वे प्रोडक्ट के बारे में केवल पॉजिटिव या नेगेटिव बातें नहीं कह रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में होटल के बारे में मूवी के बारे में तो आपके प्रोडक्ट के विभिन्न एस्पेक्ट के बारे में अलग सेंटीमेंट हो सकते हैं आप कह सकते हैं कि मैंने कैमरा देखा और यह हल्के वजन का था इसलिए मुझे खुशी है कि कीमत ठीक थी यह बहुत एक्सपेंसिव नहीं था मैं इसके साथ ठीक हूं लेकिन पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है इसलिए आप कैमरे के बारे में पूरी तरह से नेगेटिव नहीं कह रहे हैं और न ही आप कैमरे के बारे में पूरी तरह से पॉजिटिव कह रहे हैं लेकिन अगर आप यह पता लगा सकते हैं कि कुछ एस्पेक्ट हैं और आप कह सकते हैं कि मैं आपको इस एस्पेक्ट पर यह राय दे रहा हूं तो यह बहुत उपयोगी हो सकता हूं साथ ही न केवल ओवरऑल समरी प्राप्त करने के लिए कि यह प्रोडक्ट किस एस्पेक्ट से अच्छा नहीं कर रहा है या प्रोडक्ट किस एस्पेक्ट पर अच्छा काम कर रहा है और आप यह प्रोडक्टस की एक दूसरे से तुलना करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इमेज क्वालिटी के मामले में बेहतर है प्राइस के मामले में कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है कौन से शब्द बेहतर है रिजोल्यूशन के संदर्भ में इत्यादि अब हम इसे कैसे कैप्चर करेंगे फिर से बहुत सारे मॉडल हैं जो उसके लिए प्रपोजड किए गए हैं हम केवल कुछ सिंपल लिंग्विस्टिक इनट्यूशन देखेंगे जिन्हें इन समस्याओं को हल करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है लेकिन इसके आसपास बहुत सारा लिटरेचर है एक उदाहरण लेते हैं मेरे पास यह रिव्यू है कि फूड बहुत अच्छा था लेकिन सर्विस आवफुल थी तो आप लगभग 2 अलग अलग पोलैरिटीस को देख सकते हैं यहां फूड बहुत अच्छा था और सर्विस आवफुल थी अब जैसा कि हमने देखा है दो अलग अलग एस्पेक्ट के प्रति सेंटीमेंट एक्सप्रेस किए गए हैं देखें कि यहां क्या एस्पेक्ट हैं एक फूड है और दूसरा सर्विस क्या हम उन विभिन्न एस्पेक्टस को पकड़ सकते हैं जो रिव्यूज में बताए जा रहे हैं अब हम उसके बारे में कैसे जाने हम किसी विशेष डोमेन के लिए कैसे पता लगाते हैं कि महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या हैं फिर से विभिन्न एल्गोरिदम हैं तो एक है नेव एल्गोरिथ्म यहां हम ले रहे हैं कि एक डोमेन में सेंटेंसेस या रिव्यू यह पता लगाते हैं कि किस तरह के नाउन फ्रेसिस या शब्द कुछ ओपिनियन शब्दों के साथ होते हैं इसका मतलब है एक ओपिनियन शब्द उनसे पहले आता है यह पता लगाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि अच्छे एस्पेक्ट क्या हैं मैं फिश टैकोस वगैरह जैसी रिव्यूज में सभी फ्रिक्वेंट फ्रेसिस लेता हूं अब उन सभी फ्रिक्वेंट फ्रेसिस के बीच मैं उन शब्दों का पता लगाता हूं जो कुछ सेंटीमेंट शब्द के ठीक बाद बार बार आते हैं तो आइडिया यह है कि अगर यह एक एस्पेक्ट है तो यह डायरेक्टली सेंटीमेंट शब्द के बाद जैसे गुड फिश टैको के बाद सेंटीमेंट शब्द के साथ आ रहा है इसलिए जब भी आप ग्रेट फिश टैको की तरह कुछ देखते हैं तो इसका मतलब है कि फिश टैकोस एक एस्पेक्ट है और आप उन सभी फ्रिक्वेंट फ्रेसिस के लिए करते हैं जो आपने कॉर्पस में पाए हैं और मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा और सरल इनट्यूशन है और ऐसा करने से आपको बहुत सारे दिलचस्प एस्पेक्टस मिल सकते हैं यदि आप इसे एक कैसीनो डोमेन पर करते हैं तो आपको कैसीनो बुफे पूल रिसॉर्ट बेड मिलते हैं चिल्ड्रन बार्बर से आपको हेयर कट जॉब एक्सपीरियंस और किड्स शब्द मिलते हैं ग्रीक रेस्तरां से आपको फूड वाइन सर्विस ऐपेटाइज़र लैंब शब्द मिलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको सिलेक्शन डिपार्टमेंट सेल्स शॉप क्लॉथिंग जैसे शब्द मिलेंगे और अब आप सभी उन सभी को देखते हैं जो कुछ अच्छे एस्पेक्टस की तरह दिखते हैं यदि आप देखना चाहते हैं तो आप आगे साबित कर सकते हैं की वे कौन से एस्पेक्ट हैं जो इस डोमेन में एक्सप्लोसिवली हैं लेकिन अन्य डोमेन में नहीं हैं तो हम यह कहेंगे कि ये इन डोमेन के लिए अच्छे एस्पेक्टस हैं इस तरह आप यह जान सकते हैं कि महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं एक बार जब आप भी एस्पेक्टस को खोज लेंगे तो यह कॉरपस के माध्यम से पता करेंगे की दूसरे एस्पेक्टस के लिए क्या ओपिनियन हैं ऐसा करने के लिए एक और पॉसिबल अप्रोच यह है कि लोगों को एक वाक्य में ओपिनियन के एस्पेक्ट को जोड़ने के लिए कुछ प्रकार की लिंग्विस्टिक इनसाइट्स दी जाए जब भी आप ओपिनियन के भीतर कुछ एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं तो कुछ बफर स्ट्रक्चर होता है जिसका पालन किया जाता है और ऐसे बहुत से नियम हैं जो उनके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं और वे डिपेंडेंसी पास पर आधारित हैं वे डिपेंडेंसी पास से कैसे जुड़े हैं यदि आप यहां कुछ उदाहरण देखते हैं तो चार उदाहरण हैं जिनमें कैमरे की अच्छी स्क्रीन है अब आप जो देख रहे हैं अगर आप डिपेंडेंसी पेयर देखते हैं तो यह एमपटी होगा वह एक स्क्रीन है और वे गुड की तरह जे जे होगी जहां गुड एक स्क्रीन का एडजेक्टिव मोडीफायर् होगा अब यह एक रिलेशन है जो डिपेंडेंसी पेयर से कैप्चर किया जा सकता है और मान लीजिए कि अब आप इसे एब्स्ट्रेक्ट करना चाहते हैं जहाँ कहीं भी जे जे और एन पी एक डिपेंडेंसी पेयर में होते हैं जैसे कि जेजे एक एडजेक्टिव मोडीफायर् है और एन पी आप इसे ले सकते हैं और कह सकते हैं कि जेजे आपका ओपिनियन है और एन पी आपका अस्पेक्ट है और आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी सभी ऑकरेंसीज के लिए यह एक अच्छा नियम होगा और जो आपको इस नियम के साथ होने वाले सभी पॉसिबल एस्पेक्ट ओबेडिएंट पेयर दे सकते हैं इसी तरह यहां फ्लैश ब्रिलिएंट है आप देख रहे हैं कि फ्लैश शब्द ब्रिलिएंट के सब्जेक्ट के रूप में है अब आप एक नियम बनाते हैं जब भी एन पी होता है और जेजे सब्जेक्ट है तो आप उन एस्पेक्टस को एक ओबेडिएंट पेयर के रूप में लें इसी तरह यहां मैं इमेज क्वालिटी से प्यार करता हूं एक क्रिया है और इसका ऑब्जेक्ट एक नॉन फ्रेज है क्रिया लॉग वह क्रिया है जो मेरी ओपिनियन है और एन पी में इमेज क्वालिटी मेरा अस्पेक्ट है इसी तरह यहाँ कैमरा एक्सपेंसिव है में आप कैमरा के N P एन पी का पता लगा सकते हैं और कैमरा इज एक्सपेंसिव में JJ जेजे सब्जेक्ट है यहाँ जो दिलचस्प है वह यह है कि एक्सपेंसिव डायरेक्टली आस्पेक्ट में नहीं है यह कुछ इंपलीसिट आस्पेक्ट हो सकता है जो प्राइस जैसे आस्पेक्ट के बारे में बात करता है तो इसके द्वारा आप कह रहे हैं कि यह एक्सपेंसिव है तो इस तरह से इस तरह से आप कुछ नियम बना सकते हैं लिटरेचर में पहले से ही नियम उपलब्ध हैं जो आपको अपनी रिव्यू कॉर्पस से ओबेडिएंट पेयर के विभिन्न आस्पेक्टस को दे सकते हैं मान लीजिए कि आपने अपने आस्पेक्टस को समझ लिया है और आपके कुछ वाक्य हैं जहाँ आप जानते हैं कि यह आस्पेक्ट 1 है आस्पेक्ट 2 आस्पेक्ट 3 है और वे सभी लेबलड हैं अब एक बार जब हमारे पास वह काम हो जाता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है और आप सुपरवाइजड क्लासीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप क्या करेंगे यह क्लासिफाइ करना सीखेगा कि क्या वाक्य इन आस्पेक्ट में से एक के बारे में बात करता है यह इन सभी आस्पेक्ट से सीखेगा कि लेबल वाले वाक्यों को एक नया वाक्य दिया गया है यह इसे और आस्पेक्ट में से एक को क्लासिफाइ करने की कोशिश करेगा और इसलिए यह एक अच्छा तरीका हो सकता है तो यहाँ की तरह आप कमरे के बारे में कुछ वाक्यों को अलग अलग लिख रहे हैं रूम वॉस क्लीन एंड एवरीथिंग वर्कड फाइन वी वेंट बिकॉज ऑफ द फ्री रूम द बेस्ट होटल आई हेड एवर स्टेड फिर सर्विस के बारे में कुछ जैसे अपऑन चेकिंग आउट अनदर कपल वॉस चेकिंग अर्ली ड्यू टू अ प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग एवरी सिंगल होटल ट्रीटीड ग्रेट अबाउट सर्विस द फूड इज कोल्ड आदि और सर्विस फिर से धीमी गति से नया अर्थ देती है यह नेगेटिव सेंटीमेंट है लेकिन वे सभी अपनी सर्विस के आस्पेक्ट में अकर हो रहे हैं इसी तरह आप क्या करेंगे आप अलग अलग आस्पेक्टस लेंगे और इन आस्पेक्टस के अनुसार अलग अलग वाक्यों को लेबल करेंगे और फिर आप किसी भी सुपरवाइजड क्लासिफायर का उपयोग करते हैं जैसे नेव बेस या इंटीग्रेशन जो भी हो और एक नया वाक्य दिया गया है जिसमें पता लगाया जाएगा कि क्या आस्पेक्ट शामिल है संदर्भ समय822 अब कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो आपको ऐसा करते समय हो सकती हैं इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि एक शब्द में केवल एक पर्टिकुलर सेंटीमेंट स्कोर होगा या तो यह पॉजिटिव है या यह नेगेटिव है लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता है जब आपको विभिन्न आस्पेक्टस के अनुरूप ओपिनियन लेक्सिकॉन का निर्माण करना पड़ सकता है तो एक आस्पेक्ट के लिए इस शब्द का एक पॉजिटिव अर्थ हो सकता है दूसरे पहलू के लिए इसका नेगेटिव अर्थ हो सकता है यह बहुत अच्छी तरह से पर्टिकुलर आस्पेक्ट पर निर्भर हो सकता है तो आइए हम इस उदाहरण को लेते हैं मेरे पास यह शब्द लार्ज है लार्ज हम सोच सकते हैं कि यह पॉजिटिव है लेकिन यह पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है इसलिए ये दो उदाहरण हैं जैसे लार्ज स्क्रीन वर्सेस लार्ज बैटरी हैं लार्ज स्क्रीन जो आपको सही लगेगी माय फोन हैज ए लार्ज स्क्रीन यह एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है लेकिन ए लार्ज बैटरी माइट बी इट इज बीकमिंग ए हॉबी यह एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाता है इसी तरह लॉन्ग शब्द के साथ जैसे लॉन्ग बैटरी लाइफ यह सही है परंतु लोंग लोडिंग टाइम सही नहीं है इसलिए एक ही शब्द के विभिन्न आस्पेक्ट के साथ अलग अलग सेंटीमेंट हो सकते हैं आपने आस्पेक्टस के पहलुओं के लिए विशिष्ट राय के बारे में बात की होगी फिर एक और समस्या है कभी कभी आस्पेक्टस को एक्सप्लीसिटली मेंशन किया जाता है एक बार जब आप कुछ आस्पेक्टस की पहचान कर लेते हैं तो आप जो भी दस्तावेज पाते हैं या जिन वाक्यों में वह आते हैं वह पहले से ही ले लेते हैं लेकिन कभी कभी वे इनडायरेक्टली मेंशन होते हैं जैसे संदर्भ समय 0959 हमने देखा जैसे प्राइस एक डायरेक्ट आस्पेक्ट है लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह एक्सपेंसिव था तो यह इनडायरेक्ट आस्पेक्ट है यह फिर से एक दिलचस्प समस्या है मुझे कैसे पता चलेगा कि इनडायरेक्ट आस्पेक्ट इंपलीसिट आस्पेक्ट क्या हैं जैसे द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस कैमरा इज ग्रेट यहां पिक्चर क्वालिटी एक एक्सप्लिसिट आस्पेक्ट है लेकिन अगर मैं कहूं कि कैमरा इज एक्सपेंसिव यहां एक्सपेंसिव एक इंपलीसिट आस्पेक्ट है जो प्राइस के अनुसार है और कभी कभी तो आपको बहुत कंपलेक्स भी होना पड़ता है जैसे कोई कह सकता है दिस कैमरा ड़ज नोट फिट इन माय पॉकेट एट ऑल तो यह कहना नोट फिट इन माय पॉकेट का मतलब यह बहुत विशाल है यह आस्पेक्ट साइज को इंडिकेट करता है और यहां आप इसे कॉम्प्लेक्स वाक्य से कह रहे हैं इसलिए इनकी पहचान करना कुछ इंपलीसिट आस्पेक्ट के साथ एक दिलचस्प रिसर्च प्रॉब्लम भी है एक बार जब हमारे पास यह आस्पेक्ट बेस्ड सेंटीमेंट एनालिसिस हो जाता है तो आप इसे कई अलग अलग एप्लीकेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं उसके लिए एक अच्छा एप्लीकेशन क्या होगा अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट के बारे में सोचें जहां विभिन्न लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज दे रहे हैं ओवरऑल रिव्यूज को पॉजिटिव या नेगेटिव कहना एक बात है लेकिन मान लीजिए कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में आगे जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि जैसे कैमरा का प्राइस और इमेज क्वालिटी आदि दिलचस्प पहलू क्या हैं प्रत्येक प्राइस में ओवरऑल सेंटीमेंट क्या होते हैं यह एक बात है लेकिन मान लीजिए कि आप यह भी कह सकते हैं लोग प्राइस के बारे में क्या बात कर रहे हैं प्राइस और इमेज के बारे में लोगों की कमेंटस क्या हैं इसलिए आप उन सभी वाक्यों को इकट्ठा करना चाहते हैं जो वे किसी पर्टिकुलर आस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं और फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का समराइजएशियन करते हैं इसीलिए हम इस पाठ्यक्रम में जिन समराइजिंग मेथडस के बारे में बात करते हैं वे सहायक होंगे तो आप उस पिक्चर के बारे में कहते हैं जो लोग इमेज क्वालिटी देख रहे हैं और कैमरा के साइज के बारे में कह रहे हैं इस फील्ड को आस्पेक्ट बेसड समराइजएशियन ओपिनियन समराइजएशियन कहा जाता है हम ओपिनियन ले रहे हैं और प्रत्येक इंडिविजुअल आस्पेक्ट के लिए इसे समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह ऐसा ही होगा तो आप रिव्यूज ले रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये प्रत्येक के भीतर टच स्क्रीन और वॉइस क्वालिटी जैसे आस्पेक्ट हैं आप कहते हैं कि ये पॉजिटिव रिव्यूज हैं और ये नेगेटिव रिव्यूज हैं और फिर आप प्रत्येक आस्पेक्ट के लिए अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज को समराइज करते हैं फिर एक और दिलचस्प एप्लिकेशन आस्पेक्ट बेसड प्रोडक्ट कंपैरिजन होगी इसलिए वेबसाइटों पर आपके द्वारा देखे जाने वाले विभिन्न प्रोडक्ट कंपैरिजन क्या हैं आपके द्वारा देखी जा रही वेबसाइटें उनके स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रोडक्टस की तुलना कर रही हैं इसका बहुत अधिक रिज़ॉल्यूशन है और यह आकार है आदि लेकिन वे कई दिलचस्प आस्पेक्टस की तुलना नहीं कर रहे हैं जैसे कि इस मोबाइल की वॉइस क्वालिटी क्या है वे उस संदर्भ में इस बारे में बात नहीं करेंगे इसलिए 2 प्रोडक्टस के रिव्यूज का उपयोग करके मैं कॉमन आस्पेक्टस का पता लगा सकता हूं और फिर उन कॉमन आस्पेक्टस पर उनकी कंपेयर करने का प्रयास कर सकता हूं कंपैरिजन फिर से हो सकता है यहां इतना स्कोर मिला है मैं भी कुछ समिंग के बारे में बात कर सकता हूं तो इस आस्पेक्ट के संदर्भ में यह प्रोडक्ट पी1 प्रोडक्ट पी2 से बेहतर है क्योंकि यही कस्टमर कह रहे हैं और यह एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन होगी जो आप कह सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट 2 के बजाय प्रोडक्ट 1 के लिए क्यों जाना चाहिए क्योंकि जब मैंने इस आस्पेक्ट के बारे में रिव्यू पढ़ें कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं और आप 2 प्रोडक्टस की तुलना करने में सक्षम हैं तो कुछ इस तरह आप सेल फोन जैसे एक प्रोडक्ट की समरी रिव्यू दे सकते हैं या आप सेल फोन 1 की सेल फोन 2 से तुलना कर सकते हैं और आप वॉइस के मामले में देख सकते हैं यह अधिक पॉजिटिव है यह अधिक नेगेटिव है स्क्रीन के मामले क्या यह अधिक पॉजिटिव है यह अधिक नेगेटिव है बैटरी दोनों में एक ही साइज की हैं सेल फोन 1 सेल फोन 2 की तुलना में अधिक पॉजिटिव है अब एक बार जब आप उन आस्पेक्टस को ले लेते हैं जिन्हें आपने विभिन्न रिव्यूज से आस्पेक्टस का पता लगाया था कई अन्य चीजें हैं जो आप सेंटीमेंट के बारे में कर सकते हैं तो यह एक बहुत बड़ा विषय है यह सेंटीमेंट एनालिसिस और ओपिनियन एक्सट्रैक्शन पर हमारी चर्चा समाप्त करता है जैसा कि मैं कह रहा था हम आपको केवल इस फील्ड पर छुआ बेसिक इनट्यूशन दे रहे हैं जैसे आरंभ करने के लिए आप किन सरल मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं और यही हमने कई एप्लीकेशनस से किया है जिनके बारे में हमने बात की है हमने क्लासिफिकेशन समराइजएशियन एनटीरियर लिंकिंग और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के बारे में बात की इसलिए हमने उन्हें बहुत बड़े विवरणों में शामिल नहीं किया हम केवल आपको एक इनट्यूशन देते हैं और पाठ्यक्रम में आपके द्वारा सीखी गई सरल बातें इन समस्याओं को हल करने में मददगार हो सकती हैं और इन सबसे मुझे लगता है कि आपको कुछ अच्छे विचार मिले होंगे लेकिन कई अन्य एप्लीकेशन हैं जिन्हें हमने कवर नहीं किया है उदाहरण के लिए एक विशेष एप्लीकेशन मशीन ट्रांसलेशन है इसलिए आप एक भाषा से एक वाक्य लेते हैं और आप इसे दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रहे हैं फिर से अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है जिन्हें लागू किया जा सकता है साथ ही कुछ अन्य तकनीकें भी हैं जिनका हम उपयोग करेंगेआप दो भाषाओं में शब्दों को कैसे अलाइन करते हैं इत्यादि फिर क्वेश्चन एंड आंसरिंग की अच्छी एप्लीकेशन है आपके पास विकिपीडिया में बहुत सारे टेक्स्ट हैं और यहां आप लोग एक प्रश्न पूछ रहे हैं जहां आप केवल इररेलीवेंट डॉक्यूमेंट नहीं चाहते हैं लेकिन आप उनसे एक्चुअल जवाब चाहते हैं यह भी एक बहुत ही दिलचस्प एप्लीकेशन है लेकिन यह अभी बहुत चैलेंजिंग है फिर आप विभिन्न क्रॉस लिंगुअल एप्लीकेशन के बारे में बात कर सकते हैं अभी यह फिर से बहुत क्रूरशियल है क्योंकि आपके पास जानकारी एक भाषा में हैं जैसे कि अंग्रेजी लेकिन आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं आप एक अलग भाषा में टाइप कर रहे हैं तो हिंदी में टाइप करके आपको जानकारी मिलती है कि अंग्रेजी में क्या है आप किस तरह की क्रॉस लिंगुअल एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं फिर से वे विभिन्न ट्रांसलेशन मेथडस का उपयोग करेंगे या आप कई अन्य इनसाइटस का उपयोग कर सकते हैं जैसे डिक्शनरीस का उपयोग करना जो एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं आदि फिर से यह एक अच्छा एप्लीकेशन है और फिर बहुत सारे सोशल मीडिया पर आने वाले एप्लीकेशनस के साथ आप सोशल मीडिया की भाषा को कैसे प्रोसेस करते हैं तो आप इन सभी इनफॉर्मल टेक्स्टस को कैसे संभालते हैं हाँ तो आप इसे कैसे हैंडल करते हैं फिर आप इस कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग को कैसे हैंडल करते हैं उससे मेरा क्या मतलब है जब आप ट्विटर पर लिखते हैं तो मान लीजिए आप एक द्विभाषी हैं जो आप अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी उपयोग करते हैं आप अंग्रेजी में लिखना शुरू करते हैं अचानक आप हिंदी में बदल जाते हैं और आप एक ही वाक्य में हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण कर सकते हैं इन्हें कुछ मानदंडों के आधार पर कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग कहा जाता है अगर मैं कहूं कि कोड स्विचिंग एक तरह से यहाँ है तो आप एक भाषा को दूसरी जगह पूरी तरह से एक निश्चित बिंदु पर बदलते हैं और कोड मिक्सिंग वह जगह होती है जहाँ आप शब्दों को मिलाते रहते हैं तो यह सीधे एक भाषा को दूसरी भाषा में पूरी तरह से स्विच नहीं करता है तो आप किसी भाषा को कैसे प्रोसेस करते हैं आप कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा से संबंधित है आप यह सब स्पीच टैगिंग का हिस्सा कैसे करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की भाषा पर सेंटीमेंट एनालिसिस एक और दिलचस्प रिसर्च डायरेक्शन है जिसके कई अन्य एप्लीकेशन एरिया हैं अभी इनमें से कई मामलों में डीप लर्निंग मेथडस को लागू किया जा रहा हैइसलिए हम शब्द वैक्टर द्वारा इस बारे में बहुत संक्षेप में बात करते हैं लेकिन कई अलग अलग डीप लर्निंग मेथडस लागू किए जा रहे हैं लेकिन इसके लिए बिल्कुल अलग तरह के कोर्स की आवश्यकता होती है जिसकी आप बात कर रहे हैं आप डुएल नेटवर्क और इस डीप लर्निंग मेथडस के बारे में सोच रहे हैं लेकिन इस कोर्स में हमने जो भी तकनीक के बारे में बात की है वह बहुत उपयोगी होगी जब आप इस तरह की समस्याओं और कई एप्लीकेशंस को हल करेंगे और यहां तक कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन ले रहे हों जब आप अलग अलग रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हों तो आप फिर से देखेंगे कि जिन बेसिक बातों को मैंने इस कोर्स में शामिल किया है उन रिसर्च पेपर को समझने में काफी मददगार होगी इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस सप्ताह और इस कोर्स को भी समाप्त कर दूंगा मुझे आशा है कि आपको ये 12 सप्ताह अलग अलग कोर्स में बहुत दिलचस्प लगेंगे आपने टेक्स्ट माइनिंग के इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ सीखा है और एक एन एल पी की असाइनमेंटस ने भी आपको डिफरेंट टूल्स से परिचित होने में बहुत मदद की है और आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं अब जब आपको एक नई समस्या दी गई है जिसमें कुछ बैकग्राउंड डीटेल्स की आवश्यकता है संदर्भ समय 1818 जिससे आप निपटने की कोशिश कर सकते हैं यह इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था और मुझे उम्मीद है कि हमारे पास है आप इसमें कुछ हद तक सफल रहे हैं तो हमारे पास इस कोर्स के लिए एक परीक्षा होगी उस परीक्षा के लिए फिर से कोर्स में पूरा सिलेबस है जिसे हमने कवर किया है सभी स्लाइड्स होंगी वे परीक्षा में किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग प्रश्न चाहते हैं अगर मैं आपको कुछ आइडियास देता हूं तो यह एनपीटीईएल के फॉर्मेट के अनुसार होगा फॉर्मेट के अनुसार पहले क्वेश्चन पेपर में 28 प्रश्न होंगे जो 20 20 8 में विभाजित होगा इसलिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा जो रिकॉल प्रकार के प्रश्न होंगे तो यह स्लाइड्स से आ रहा होगा इसलिए आपको उन कुछ चीजों को याद करने में सक्षम होना चाहिए जिनके बारे में हमने स्लाइड में बात की है फिर 20 प्रश्न 2 अंक के होंगे जो वे असाइनमेंट पर आधारित हैं इसलिए वे विभिन्न प्रश्नों पर आधारित होंगे जो आपने अपने असाइनमेंट में हल किए थे फिर से प्रोग्रामिंग प्रकार के प्रश्न नहीं होंगे और फिर 5 अंकों के 8 प्रश्न होंगे इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो संभवतः असाइनमेंट में शामिल नहीं थे और कुछ प्रश्न होंगे जिन पर हमें आपको कुछ और समय बिताने की आवश्यकता होगी लेकिन उम्मीद है कि आप उस समय के भीतर कर पाएंगे जो आपको एलॉट किया गया है एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी प्रश्न केवल एक ही उत्तर वाले हैं तो कई विकल्प हैं केवल एक ही उत्तर 2 या 3 प्रश्नों के साथ सही है आपको एक्चुअल उत्तर न्यूमेरिकल वैल्यू में देना पड़ सकता है तो यह 2 या 3 या चार प्रश्नों के साथ होगा लेकिन अगर आपने यह कोर्स कर लिया है तो आपको इन सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम होना चाहिए और इनमें से अधिकांश को हल करना चाहिए मैं कहूंगा की आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं और कोर्स में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद